इस मॉड्यूल में अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है जो बायोमोलेक्यूलस और उनके संबंध पर है सेल संरचना और कार्य हम इस मॉड्यूल में यहां कहानियों के संदर्भ में प्रगति कर रहे हैं हम हैं हमारी तीसरी कहानी और कुछ साइड साइड स्टोरीज और इन कहानियों के परिणामस्वरूप हम चुन रहे हैं कुछ बुनियादी जानकारी हमारी पहली कहानी संक्रमण वगैरह के बारे में थी दूसरी कहानी बायोरिएक्टरों में किन्नर के बारे में थी जो हमें लिपिड की ओर ले गया और लिपिड क्या हैं और जैसी चीजें हैं उनमें से एक प्रमुख वर्ग है जैविक अणुओं तीसरी कहानी यह है कि दही क्यों बनता है जो हमें कार्बोहाइड्रेट की ओर ले जाता है दही एसिड के गठन से बनता है जो प्रोटीन एकत्रीकरण की ओर जाता है जो कार्बोहाइड्रेट थे बायोमोलेक्युलस का दूसरा प्रमुख वर्ग और हम उस बिंदु पर रुके जहाँ हम पहुँचे थे बायोमोलेक्यूल्स का तीसरा प्रमुख वर्ग जो प्रोटीन प्रोटीन या अमीनो एसिड होता है जैसा आप इसे कहते हैं आपको फर्क बहुत जल्द पता चल जाएगा यह बायोमोलेक्यूल्स का तीसरा प्रमुख वर्ग होने जा रहा है पूरी तरह से चार हैं तो आखिरी में कक्षा अंतिम व्याख्यान हम एक आणविक दृष्टिकोण से एक बिंदु पर छोड़ दिया एक प्रोटीन क्या है प्रोटीन अमीनो एसिड नामक चीज़ के पॉलिमर हैं ठीक है यही प्रोटीन है वे अमीनो एसिड के पॉलिमर हैं और अमीनो एसिड क्या है ठीक है यह बहुत सरल हैयह अमीनो है एसिड बहुत सरल है आपके पास केंद्रीय कार्बन परमाणु है यहां एक अल्फा कार्बन परमाणु है इसे अमीनो एसिड कहा जाता है है ना तो आप यहाँ एक एमिनो समूह और यहाँ एक कार्बोक्जिलिक एसिड समूह है तो एक अमीनो एसिड अमीनो समूह एक NH2है जिसे यहाँ नीले रंग में दिखाया गया है कार्बोक्सिल समूह एक COOH है जिसे अंदर दिखाया गया है यहाँ लाल ठीक है तो ये दोनों कार्बन अणु के विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं अल्फा कार्बन अणु यहाँ इसके अलावा आप यहाँ तीसरे पर एक हाइड्रोजन परमाणु है और कुछ ने आर समूह को कार्बन के चौथे बंधन के रूप में कहा आप जानते हैं कि कार्बन वैधता चार है तो आपके पास एमिनो समूह कार्बोक्सी समूह कार्बोक्जिलिक एसिड समूह है इससे अमीनो एसिड आता है और आपके पास एच और विभिन्न आर समूह हैं R समूहों में अंतर वृद्धि देता है अमीनो एसिड के विभिन्न प्रकारों है ना और आपके पास अमीनो एसिड के बहुलक हैं तो आपको एक प्रोटीन मिलता है जो यहाँ वर्णित है एक पॉलीपेप्टाइड एक छोटा छोटा प्रोटीन है जिसे आप कह सकते हैं ठीक है हम कहते हैं कि अभी के लिए एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के एक छोटे रूप के अलावा और कुछ नहीं है ए पॉलीपेप्टाइड गठन यहां दिया गया है कि यह स्पष्ट करने के लिए कि प्रोटीन कैसे बनता है जैसे आप कर सकते हैं यहाँ पहचान यह एक एमिनो एसिड है और आर समूह सीएच2एसएचहोता है है ना कब यह मिलता है हम कहते हैं हमें केवल इस अमीनो एसिड पर ध्यान दें जो पहले से संयुक्त है एक अन्य एमिनो एसिड जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता हैआइए हम बातचीत को देखें इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच यह एक COOH समूह है यहाँ इस कार्बन परमाणुयहां NH2समूह जो वास्तव में बंधुआ है पेप्टाइड बांड के माध्यम से अन्य अमीनो एसिड पर यहां एच ग्रुप और आर ग्रुप यह मामला यहाँ एक सुगन्धित वलय के पार बेंजीन में CH2 OH होता है इसलिए जब ये दोनों COOH के इस OH और यहाँ NH2 के इस H को संघनित करते हैं बाहर पानी निकलता है और इसके परिणामस्वरूप सीएन बॉन्ड का गठन होता है इस और इस के बीच इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है ठीक है यह कार्बन कार्बोक्जिलिक एसिड एनएच2यह रीढ़ बनाता है और ये विभिन्न आर समूह बनाते है प्रोटीन अणु की साइड चेन को इन विभिन्न अमीनो एसिड के एक हिस्से के रूप कहा जाता है और यह भी देखना काफी आसान है कि अमीनो समूह के यहाँ एक मुक्त अंत होना है ठीक है यदि आप मानते हैं कि वृद्धि विभिन्न अमीनो एसिड के इस तरह से होती है बड़े और बड़े पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और प्रोटीन और इतने पर फार्म ताकि आप किसी भी प्रोटीन है एक मुक्त एमिनो अंत होगा ठीक है जिसे एन टर्मिनस कहा जाता है और एक मुफ्त कार्बोक्सिल अंत कार्बोक्जिलिक एसिड अंत जिसे सी टर्मिनस कहा जाता है तो एक प्रोटीन में एक सी टर्मिनस और एक है एन टर्मिनस इसमें विभिन्न पेप्टाइड बांड और कार्बन परमाणुओं से युक्त एक रीढ़ है कार्बोक्जिलिक एसिड के अणु और इतने पर और साइड चेन जो प्रत्येक अमीनो एसिड आर का हिस्सा हैं समूह जो प्रोटीन का निर्माण करता है इस तरह विभिन्न अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है ऐसा होता है कि बीस आर समूह हैं जो प्रकृति में मौजूद हैं और इसलिए 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड प्रकृति में मौजूद हैं है ना अमीनो के अन्य प्रकार हो सकते हैं एसिड लेकिन वे स्वाभाविक रूप से अमीनो एसिड नहीं होते हैं और इसलिए 20 अलग हैं प्रोटीन में अमीनो एसिड के प्रकार जो अनिवार्य रूप से अमीनो एसिड के पॉलिमर हैं यह है इस आर समूह की प्रकृति के आधार पर इन विभिन्न प्रमुखों के तहत समूहबद्ध किया गया है ठीक है यदि आर समूह एक गैर समूह समूह होता है तो इसे इस सिर के नीचे रखा जाता है के लिये उदाहरण यह H समूह CH3 समूह CH3 और इसी तरह मुझे लगता है कि यहां थोड़ी शिफ्ट हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब नामों के बारे में चिंता न करें दूसरे शब्दों में ये सभी गैर समूह समूह हैं आर समूह और इसलिए वे समूहबद्ध हैं इस के अंर्तगत आइए अमीनो एसिड की संख्या की गणना करें 20 में से नौ अमीनो एसिड हैं nonpolar आर समूहों ध्रुवीय आर समूह हो सकते हैं जैसेसीरिन के लिएसीएच2ओएच सीएच सीएच3ओएच जो थ्रेओनीन है और इसी तरह ये सभी ध्रुवीय पक्ष समूह के साथ अमीनो एसिड हैं और यह भी रहा है यदि वे अम्लीय और बुनियादी हैं तो वे उन समूहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं जो अम्लीय और बुनियादी हैं विद्युत रूप से होना बल्कि विद्युत आवेशित समूह वे हैं जो एसपारटिक अम्ल पर होते हैं और ग्लूटामिक एसिड और मूल रूप से मूल समूह हैं जो लाइसिन आर्जिनिन हिस्टडीन पर हैं आपको यहां विवरणों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैंने सिर्फ विभिन्न चीजों का उल्लेख किया है जैसा कि और जब आवश्यक हो हम अपनी आवश्यकता के आधार पर अलग अलग अमीनो एसिड को देख सकते हैं और देख सकते हैं उनके गुण लेकिन ये पक्ष समूहों के गुण हैं जो गुणों को निर्धारित करते हैं प्रोटीन के स्व इसलिए हमने नॉनपोलर समूहों के साथ एमिनो एसिड देखा हमने एमिनो देखा ध्रुवीय समूहों के साथ एसिड और विद्युत रूप से चार्ज किए गए समूह जो या तो अम्लीय हो सकते हैं या बुनियादी यह काफी अच्छा है अब और कुछ के बारे में चिंता मत करो तुम्हारे पास नहीं है किसी भी नाम को याद रखें इसके बारे में चिंता न करें तो यह एक उदाहरण है जल पर्यावरण अंतरिक्ष में अमीनो एसिड के बहुलक का एक उदाहरण लाइसोजाइम के मॉडल को भरना पानी का वातावरण यह पानी से घिरा हुआ है इसे पानी अंदर होना है यह लाइसोजाइम यह वास्तव में एक प्रोटीन है जो लार आँसू और इतने पर पाया जाता हैऔर यह भी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ता है अमीनो एसिड की प्रकृति वास्तव में प्रोटीन की प्रकृति को निर्धारित करती है आइए हम ए हीमोग्लोबिन के मामले में यहाँ उदाहरण है हीमोग्लोबिन में विभिन्न विभिन्न होते हैं अमीनो एसिड यहाँ पेप्टाइड बांड द्वारा एक साथ जुड़े सभी अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला है ठीक है इनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं वेलिन हिस्टिडाइन ल्यूसीन थ्रेओनीन प्रोलाइन ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड और इस वजह से यह विभिन्न इकाइयों और चार इकाइयों के गठन की जरूरत है हीमोग्लोबिन अणु बनाने के लिए एक साथ आते हैं और यदि इसकी सिलवट सही है तो हम सभी के पास आएंगे इन चीजों को बाद में तह और इतने पर यदि यह सही तरीके से तह करता है तो यह अपना काम ठीक से करेगा सही यह सही ढंग से तह है जो एक कार्यात्मक लाल रक्त कोशिका में परिणाम करने जा रहा है जो कर सकता है हीमोग्लोबिन ले जाना ठीक है अगर यहां अमीनो एसिड अनुक्रम में थोड़ा सा बदलाव होता है तो उदाहरण के लिए इस ग्लूटामिक एसिड ग्लू को छठे स्थान पर रखा गया है इसे कुछ और के साथ बदल दिया गया है तब हमें एक बीमारी हो जाती है हमें वह हो जाता है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है है ना यही एकमात्र कारण है हम सिकल सेल एनीमिया क्यों प्राप्त करते हैंइस ग्लूटामिक एसिड को छठे स्थान पर रखा गया है एक और एमिनो एसिड उससे क्या होता है उस के परिणामस्वरूप क्या होता है हम ए बीमारी यही है ऐसा क्यों होता है वह है क्योंकिबहुत बातचीत होती है प्रोटीन के विभिन्न भागों के बीच होता है प्रोटीन में विभिन्न अमीनो एसिड ठीक है हम सभी ने देखा कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड के साइड ग्रुप इतने अलग हो सकते हैं वे उनके रासायनिक प्रकृति के आधार पर आपस में बातचीत कर सकते हैं और आपके पास एक लंबी श्रृंखला है अमीनो एसिड इसलिए एक ओर चेन के यहाँ एक एमिनो एसिड दूसरी साइड चेन पा सकता है यहाँ आकर्षक है और इसलिए यह यहाँ बातचीत करना शुरू कर देगा परिणामस्वरूप यह पूरी तरह से झुक जाएगा प्रोटीन यहाँ है ना प्रोटीन का यह हिस्सा मुड़ेगा क्योंकि यह पक्ष समूह चाहता है इस पक्ष समूह के साथ बातचीत ठीक है और वह यह है कि अपने आप से प्रोटीन फोल्डिंग में क्या परिणाम होता है ठीक यह अनायास होता है पक्ष समूहों के बीच रासायनिक संपर्क की आवश्यकता के कार और यह तह जिस तरह से यह विभिन्न पक्ष श्रृंखलाओं और इतने पर आगे की वजह से मोड़ता है वही प्रोटीन देता है कार्यक्षमता यदि वह ठीक से नहीं मुड़ता है तो प्रोटीन कार्यात्मक नहीं होगा और यह है यहाँ क्या होता है सामान्य हीमोग्लोबिन के मामले में हीमोग्लोबिन को ले जाने के लिए यह ठीक से तह करता है और आपके पास एक कार्यात्मक लाल रक्त कोशिका है यहाँ केवल एक परिवर्तन ग्लूटामिक एसिड किसी अन्य एमिनो एसिड में जा रहा है संरचना को बदलता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन की तह को बदल देता है और जिससे की संरचना बदल जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन परिणामस्वरूप लाल रक्त कोशिका के एक सिकल सेल संरचना जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ और इसके परिणामस्वरूप सिकल सेल एनीमिया होता है इसलिए प्रोटीन के मामले में संरचना कार्य संबंध इतना स्पष्ट है संरचना उचित कार्य में क्या परिणाम है और यह उस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है मुझे लगता है हमने इस विशेष व्याख्यान के लिए यहां रुकेंगे हमने देखा हमने यह पूछना शुरू किया कि प्रोटीन क्या थे तब हमने कहा कि प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलिमर हैं फिर हमने देखा कि अमीनो एसिड क्या थे इसमें एक केंद्रीय कार्बन परमाणु एक तरफ एक एमिनो समूह दूसरी तरफ एक कार्बोक्जिलिक एसिड समूह है ओर अमीनो एसिड और फिर आपके पास यहां एक एच समूह है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आर समूहों दूसरी तरफ प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए एक फिर जब आप इन सभी को एक साथ रखते हैं तो आपके पास प्रोटीन होता है और जब आप इन सभी को डालते हैं साथ में एक आर समूह के दूसरे और शायद दूसरे के साथ बातचीत की आवश्यकता है इसके चारों ओर पानी के साथ बातचीत के प्रकार और इतने पर इसलिए प्रोटीन अणु तह और प्रोटीन अणु की तह इसके कार्य में परिणाम है और ए बहु हड़ताली उदाहरण हीमोग्लोबिन के मामले में सामान्य स्थिति में होता है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता एक सामान्य लाल रक्त कोशिका छठे स्थान पर एक परिवर्तन के मामले में अमीनो एसिड अलग होने के कारण हम सिकल हो जाते हैं सेल एनीमिया जो कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन के बनने के कारण होता है जिसमें भिन्नता होती है तह और इसलिए अलग संरचना इसमें कार्यक्षमता नहीं है जो जुड़ा हुआ है सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ और यह लाल रक्त कोशिकाओं के एक सिकल सेल आकार में भी परिणत होता है और बीमारी हम यहीं रुकेंगेआगे मिलने पर हम अपनी कहानियों को आगे जारी रखेंगे तब आप देखना